मानव संसाधन प्रबंधन पर अगले सत्र में आपका स्वागत है जिसमें आज हम थोड़ा सा दोहराएँगे जो हमने पिछली बार किया था और हम प्रशिक्षण और विकास पर चर्चा के साथ भी शुरुआत करेंगे इसलिए यहाँ होने के लिए और व्याख्यान को धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आइए हम सीधे उस ओर बढ़ते हैं जो मैं आज के लिए कवर करना चाहता हूँ ये कुछ स्रोत हैं जिनका मैं उपयोग करूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे शुरू करना चाहता हूँ किस वर्ग के साथ आपको पता होना चाहिए मुझे जानकारी कहा से मिली है और थोड़ा सा संशोधन मैं अंतिम समय को कवर करने के लिए जो मैंने योजना बनाई थी उसे पूरा करने मे असमर्थ था तो मैं जल्दी से स्लाइड के माध्यम से जाऊँगा हम बात कर रहे थे प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया की प्रदर्शन मूल्यांकन के अनुसार क्या हैं हमने बहुत जल्दबाजी में चर्चा की हमने संतुलित स्कोरकार्ड पर चर्चा की और मैं आपको उद्देश्य के बारे में प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया के बारे में बता रहा था प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया उद्देश्य संचार के लिए एक अवसर प्रदान करना है पर्यवेक्षक और अधीनस्थ के बीच दो तरफा संवाद के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा की गई अब एक बिंदु कि मैं कवर करने में असमर्थ था पिछली बार था आप खराब प्रदर्शन का प्रबंधन कैसे करते हैं आप कैसे करते हैं आप कर्मचारियों के साथ क्या करते हैं जो नहीं करते हैं उन्हें क्या करने की उम्मीद है इसलिए इस चर्चा का पहला हिस्सा यह है कि कर्मचारी प्रभावी प्रदर्शन करने में विफल रहता है जब हम खराब प्रदर्शन का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहली बात हम नोटिस करते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है जो वे करने की उम्मीद करते हैं और फिर एक बार जब आप इसे नोटिस करते हैं तो कृपया जांच करे खराब प्रदर्शन के कारण पता करें कर्मचारी प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाया है कर्मचारी क्यों नहीं कर पाया है वह क्या करने की उम्मीद कर रहा था और फिर एक बार जब आप कारणों का पता लगा लेते हैं तो कारण कई हो सकते हैं वहाँ हो सकता है कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं हो सकता है कर्मचारी योग्य नहीं हो सकता है कर्मचारी सहज महसूस नहीं कर सकता है कर्मचारी सिर्फ सादा आलसी हो सकता है कारण व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं व्यक्ति के बाहर हो सकते हैं वैसे भी इन कारणों का पता लगाएँ और फिर स्थिति की कमियों को संबोधित करें कर्मचारी की कमी हो सकती है यदि कर्मचारी कभी कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करने की अनुमति है और उन्हें क्या करने की अनुमति नहीं है जैसा कि कुछ भूमिका भ्रम हम इसे कहते हैं तो पता करे कि वह व्यक्ति क्या चाहता है और वह व्यक्ति क्या सोचता है उसे क्या करने की अनुमति है और स्पष्ट करे कर्मचारी भूमिका की अपेक्षाएँ और फिर कर्मचारी के परामर्श से उद्देश्यों को निर्धारित करें कृपया पता करे कि कर्मचारी क्या कर सकता है और क्या नही कर्मचारी क्या कर पाएगा और फिर तदनुसार उद्देश्यों को निर्धारित करें निगरानी बैठकें मॉनिटरिंग मीटिंग्स स्थापित करें विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उनसे अपेक्षा करेंगे कि वे प्रदर्शन करें यह हमेशा एक अच्छा विचार होगा उनसे अधिक बार मिलने की तुलना में आप अन्य कर्मचारियों से मिलेंगे और उन पर नजर रखें कि उनके काम के माहौल का सवाल है जहां तक उनके उत्पादन का सवाल है कभी कभी लोग अधिक सहज महसूस करते हैं जब उनके पास कोई होता है जब भी वे काम के बारे में भ्रमित होते हैं तो यह करते हैं कि वे बहुत सहज नहीं हैं इसलिए ये निगरानी बैठकें उन्हें पर्यवेक्षकों के साथ अपनी सीमाओं पर चर्चा करने अपनी चिंताओं पर चर्चा करने खुल कर बोलने का मौका देती है फिर इन बैठकों के माध्यम से क्रियाओं के वैकल्पिक पाठ्यक्रम निर्धारित किए जा सकते हैं यदि कर्मचारी अभी भी खराब प्रदर्शन करना जारी रखता है तो आप इन मुद्दों को एक प्रदर्शन समीक्षा के माध्यम से संबोधित कर सकते हैं यह पता लगाने की कोशिश करें इसे नोट करें इसे लिखित रूप में रखें रिकॉर्ड करें आप कर्मचारी से क्या उम्मीद करते हैं और कर्मचारी के उत्पादन में क्या रिकॉर्ड था वैकल्पिक रोज़गार पर विचार करें अगर कर्मचारी का प्रदर्शन निशान तक नहीं रहता है कर्मचारी को सुझाव देना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है कि यह उसके लिए सही जगह नहीं हो सकती है और उन्हें वैकल्पिक पाठ्यक्रम के बारे में सुझाव दे सकता है चर्चा किए गए मुद्दों और की गई कार्रवाई को रिकॉर्ड करें लेकिन संबंधित कर्मचारी के संपर्क में ज़रूर रहें और पहली बार में उन्हें सफल होने में मदद करें उन्हें जितना संभव हो उतना समर्थन और मदद दें और उन्हें सफल होने में मदद करने के लिए जितना संभव हो उतना संसाधन दें और फिर ऐसा नहीं होता है तो शायद यह आप सुझाव दे सकते हैं कि यह बहुत अच्छा फिट नहीं है कर्मचारियों को तब तक दंडित न करें जब तक कि आपने उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं दी है जब तक कि आपने उन्हें सफल होने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया है यदि आप उन्हें सामने सजा देते हैं तो आप एक बुरा उदाहरण स्थापित कर सकते हैं आप कई अन्य कर्मचारियों को हतोत्साहित कर सकते हैं यदि अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है तो आपने कर्मचारी को सुझाव दिया है आपने उन्हें पर्याप्त सहायता दी है आपके पास कर्मचारी के साथ लगातार समीक्षा बैठकें हुई हैं और अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है या बहुत कम महत्वहीन सुधार हुआ है उस बिंदु पर आप अनुशासनात्मक नीति के भीतर प्रक्रियाओं का सहारा लेना चाह सकते हैं वह पहले घोषित किया जाना चाहिए कर्मचारी को कर्मचारी को पता होना चाहिए क्या आ रहा है कृपया किसी भी कर्मचारी को पर्याप्त चेतावनी रिकॉर्ड की गई चेतावनी और सफल होने के अवसर दिए बिना सजा न दें हमने प्रदर्शन के बारे में बात की हमने इस बारे में बात की स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शन का क्या मतलब है हमने प्रदर्शन मूल्यांकन में निष्पक्षता के बारे में भी बात की मूल्यांकन साक्षात्कार बारे में बात करने के लिए हमें मौका नहीं मिला इसलिए मैं इसके माध्यम से बहुत जल्दी से जाऊँगा एक मूल्यांकन साक्षात्कार चर्चा है विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके औपचारिक रूप से दर्ज मूल्यांकन के बाद किया गया है और विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन साक्षात्कार हैं इन मूल्यांकन साक्षात्कारों से परिणाम अलग अलग हो सकते हैं परिणाम संतोषजनक और प्रवर्तनीय हो सकते हैं अभी तक प्रचारित नहीं किए जा सकते हैं असंतोषजनक लेकिन सुधारात्मक और असंतोषजनक और अप्राप्य हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के परिणाम हो सकते हैं उन्हें इन चार परिणामों में से अधिकांश में वर्गीकृत किया जा सकता है आप मूल्यांकन साक्षात्कार का संचालन कैसे करते हैं उद्देश्य कार्य डेटा के संदर्भ में बात करते हैं कृपया व्यक्तिगत टिप्पणी न करें बात करने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करें यह एक साक्षात्कार है यह एक संवाद माना जाता है मुक्त खुला संचार होना चाहिए मुद्दों के आसपास पैर की अंगुली न करें सीधे मुद्दे पर आते हैं केवल मुद्दों को संबोधित करें मत कहो ओह लेकिन आप बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं आप बहुत ज्यादा समय ड्रेसिंग में बिताते हैं आप बहुत अधिक समय अपने साथ खेलने अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में बिताते हैं नहीं बस समस्या का समाधान करें आपका आउटपुट कसौटी पर उतरा हुआ नहीं है मत कहो तुम अभिमानी हो आप डरपोक हैं तुम बात नहीं कर सकते मेरा मतलब है ऐसी टिप्पणी न करें या तुम बहुत जोर से हो या जो भी हो वह सही नहीं है आप एक रक्षात्मक अधीनस्थ को कैसे संभालते हैं इसलिए यह पहचानें कि रक्षात्मक व्यवहार सामान्य है खासकर जब आप किसी की गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं तो लोग किसी के लिए रक्षात्मक हो जाना जिम्मेदारी से किनारा कर लेना संगठन को दोष देना स्वाभाविक है यह बहुत स्वाभाविक है यह ज्यादातर मामलों में आएगा इस प्रकार लोग प्रतिक्रिया करेंगे विशेष रूप से जब आप उन्हें बताएंगे कि वे नहीं कर रहे हैं संगठन क्या है या वे प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं साथ ही साथ संगठन ने उनसे प्रदर्शन करने की अपेक्षा की है कभी भी किसी व्यक्ति की रक्षा न करें और किसी को समझाने की कोशिश करें उदाहरण के लिए आप जानते हैं असली कारण आप उपयोग कर रहे हैं वह बहाना यह है कि आप किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं हो सकते इन साक्षात्कारों में कभी भी व्यक्तिगत न हों मत कहो मैं तुम्हें जानता हूँ तुमसे बेहतर खुद को जानता हूँ ऐसा मैंने कई बार सुना है और आप जानते हैं लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं यह आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ चलो कोई कुछ नहीं करता किसी और के फायदे के लिए हमेशा एक छिपा हुआ एजेंडा होता है तो आप इस तरह के एक बयान का उपयोग करते हैं और लोग तुरंत बंद खुद को आपको बंद कर देंगे और आप ऐसा नहीं चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी आप पर भरोसा करें स्थगित करने की क्रिया यदि आप एक कर्मचारी देखते हैं रक्षात्मक हो रही है फिर निश्चित रूप से समय को अपना कोर्स करने दें कर्मचारी को जो कुछ कहा गया है अवशोषित करने के लिए कुछ समय दें और फिर शायद दूसरी बैठक में आप उस व्यक्ति को सूचित कर सकते हैं कि कुछ कार्रवाई की जाएगी अपनी स्वयं की सीमाओं को पहचानें एक पर्यवेक्षक के रूप में आप सही नहीं हैं कृपया स्वीकार करें कि आप सही नहीं हैं आप विश्वास करना पसंद कर सकते हैं कि आप हैं लेकिन कोई भी सही नहीं है अपनी स्वयं की सीमाओं को स्वीकार करें हो सकता है आप प्रगतिशील हो गए हों हो सकता है कि आप भी व्यक्तिगत हो गए हों हो सकता है आप इस कर्मचारी की जरूरतों के प्रति संवेदनशील न हों तो अपनी खुद की सीमाओं को स्वीकार करें आप अधीनस्थ के सामने ऐसा नहीं करना चाहते हैं यह पूरी तरह से ठीक है लेकिन उन्हें अपने आप को स्वीकार करें और उसके अनुसार कार्य करें आप एक अधीनस्थ की आलोचना कैसे करते हैं एक सूत्र वह फौजी वह है जो सशस्त्र बलों में लोगों ने मुझे सिखाया है सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना निजी रूप से दंडित करना हमेशा की तरह हम कहते हैं संचार समानता में हमेशा कोशिश करें और चेहरा बनाए रखें एक सार्वजनिक धारणा बनाए रखें कि व्यक्ति स्वयं या स्वयं के लिए निर्धारित है कृपया सार्वजनिक छाप किसी कर्मचारी की सार्वजनिक छवि सार्वजनिक रूप से हमला न करें जो अभी नहीं किया गया है इसलिए सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करें और निजी में दंडित करें उन्हें डांटा उन्हें बताया जो उन्होंने ठीक नहीं किया लेकिन इसे निजी तौर पर करें और उन्हें सफल होने के लिए पर्याप्त अवसर दें मैं उस पर जोर नहीं दे सकता आप ऐसा करते हैं आप उन्हें देते हैं सफल होने का अवसर आप उनका सम्मान करते हैं आप उनका सम्मान करते हैं आपको व्यक्तिगत नहीं मिलता है 9 में से 9 बार आपके पास एक कर्मचारी होगा जो जीवन के लिए प्रतिबद्ध और आपके प्रति वफादार रहेगा कैसे सुनिश्चित करें कि साक्षात्कार प्रदर्शन की ओर जाता है सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ साक्षात्कार के दौरान खतरे को महसूस नहीं करता है किसी व्यक्ति को बताने का एक तरीका है कि वे अपना काम नहीं कर रहे हैं व्यक्तिगत न करें आक्रमण न करें उन्हें मत पूछो बाहर निकलने के लिए उन्हें बंद करने के लिए मत पूछो हिंसक मत बनो आक्रामक मत बनो जितना संभव हो उतना सम्मान करो और दूसरे व्यक्ति का सम्मान करो और दूसरा व्यक्ति तुम्हारा सम्मान करेगा और लोगों को प्रदर्शन करने में डर नहीं लगना चाहिए उन्हें प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित महसूस करना चाहिए इसलिए उन्हें डराओ मत उन्हें प्रेरित करें उन्हें प्रोत्साहित करें सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ के पास अपने विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत करने और साक्षात्कार के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का मौका है यह एकतरफा जानकारी देने वाला सत्र नहीं है यह एक संवाद माना जाता है कृपया उन्हें अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दें अधीनस्थ के लिए सहायक और सहायक बनें और सफल होने में उसकी मदद करें तो फिर यह सिर्फ एक पुनरावृत्ति है आपको बचना चाहिए विनाशकारी आलोचना क्योंकि यह प्राप्तकर्ताओं के बीच नकारात्मक भावनाओं को पैदा करता है और संघर्ष शुरू या तेज कर सकता है और यह संगठन के लिए हानिकारक हो सकता है यह भविष्य की असहमति को संभालने के लिए व्यक्तियों की प्राथमिकता को कम करता है इसलिए अगर लोग आपके आसपास असहज महसूस करते हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है वे अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास नहीं आएंगे और यह उनके प्रदर्शन में दिखाई देगा यह नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्व निर्धारित लक्ष्यों पर और आत्मविश्वास की भावनाओं पर आप कर्मचारियों के विश्वास को कम कर सकते हैं और यह निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन को नीचे लाएगा और यह आप नहीं चाहते हैं साक्षात्कार के बाद प्रदर्शन के बारे में अक्सर संवाद करें और फिर उन पर जांच करें और पता करें कि क्या वे कर रहे हैं ठीक है और यदि उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है और प्रदर्शन पर संगठनात्मक पुरस्कारों को आकस्मिक बनाएं इसलिए संगठनात्मक पुरस्कारों को प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए अब हम उस विषय पर चलते हैं जो मैंने आज के लिए तय किया था मुझे खेद है कि इसने कुछ समय लिया है लेकिन वैसे भी लगभग 12 मिनट बाद हम वापस ट्रैक पर हैं और मैं इस भाग को समाप्त करने की आशा करता हूँ आज प्रशिक्षण और विकास का कम से कम आधा हिस्सा और फिर हम अगले भाग में अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे प्रशिक्षण प्रक्रिया आपने एक कर्मचारी लिया है कर्मचारी को अवगत कराया गया है कर्मचारी ने आपके संगठन में एक वर्ष बिताया है आपने कर्मचारी को काम पर रखा है प्रारंभिक अभिविन्यास चरण के माध्यम से उन्हें रखो आपने उनके प्रदर्शन का आकलन किया है और आपने उन्हें रखने का फैसला किया है अब आप उनके साथ क्या करते हैं प्रशिक्षण प्रक्रिया परिभाषा है प्रशिक्षण का अर्थ है नए या वर्तमान कर्मचारियों को उनके कौशल की आवश्यकता उनके कार्य करने के लिए यहाँ कुछ अवधारणाएँ लापरवाह प्रशिक्षण अपर्याप्त प्रशिक्षण है या प्रशिक्षण नौकरी के लिए अनुकूल नहीं है कर्मचारी को सौंपा जा सकता है कई बार हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं हम उन्हें प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से डालते हैं सिर्फ इसके लिए बस इतना ही सिर्फ इसलिए हमारे आसपास हर कोई इसे कर रहा है उन्हें उस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी तो इसे लापरवाही प्रशिक्षण कहा जाता है संरेखित करने के लिए रणनीति और प्रशिक्षण के लिए सीखने को कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें संगठनात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए जिन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए बदले में व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ संयुक्त होना चाहिए जिसे संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए तो यह बहुत सारी चीजों का एक संयोजन है जो परस्पर जुड़े हुए हैं हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि संगठन क्या है संगठन क्या कर सकता है संगठन किस दिशा में जा रहा है हमने एक संतुलित स्कोरकार्ड के बारे में बात की प्रशिक्षण भी दृष्टि और रणनीति और प्रदर्शन और वित्त और ग्राहकों और इस सब के साथ संतुलित के अनुरूप या संरेखित होना चाहिए और इन पहलुओं में से प्रत्येक की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें गठबंधन करना होगा संगठन की रणनीति के साथ संगठन जो भी हो की ओर बढ़ रहा है और यह संपूर्ण अराजक जटिल संबंध जिसे टोटको में देखने की जरूरत है और इसका आकलन करने की आवश्यकता है समग्र रूप से और फिर प्रशिक्षण की जरूरत है यह पता लगाने की जरूरत है तो यह ऐसा है कर्मचारी प्रशिक्षण प्रशिक्षण में योजनाबद्ध कार्यक्रम होते हैं बहुत ही कोर पर प्रशिक्षण एक कदम से कदम प्रक्रिया है जिसमें इसमें नियोजित कार्यक्रम शामिल हैं कार्यक्रमों की योजना बनाई है उन्हें पहले सोचा जाता है व्यक्तिगत समूह और या संगठनात्मक स्तरों पर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया बेहतर प्रदर्शन का तात्पर्य है कि ज्ञान कौशल दृष्टिकोण और व्यवहार में औसत दर्जे का परिवर्तन हो सकता है तो हम बिंदु ए से शुरू करते हैं और हम कहते हैं हमें बिंदु बी पर जाने की जरूरत है और बिंदु बी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या आवश्यकता है इसलिए मैं आपके लिए इसे तैयार करूँगा यह बिंदु ए है और मुझे अपने संगठन के आकार की आवश्यकता है जैसा कुछ होना चाहिए मेरी ड्राइंग बहुत खराब है इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ शायद यह होना चाहिए इसलिए मुझे अपने संगठन को यहां से यहां तक ले जाने की क्या जरूरत है और जो भी होता है मेरे पास यहां कुछ कौशल हो सकते हैं यह बिंदु B है इससे मेरा संगठन बनाने के लिए इसलिए हमारे पास लोग हैं हमारे पास ग्राहक हैं हमारे पास वित्त है हमारे पास संचालन हैं और हमारे पास दृष्टि और रणनीति है इस पूरी अव्यवस्था से हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं और हमें क्या चाहिए हमारे यहां कौशल का एक सेट हो सकता है हमें यहां कौशल के एक अलग सेट की आवश्यकता हो सकती है हमारे यहाँ कुछ पैसे हो सकते हैं हमें विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता हो सकती है सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और हम जिस चीज की ओर बढ़ रहे हैं उसके बारे में एक स्पष्ट तस्वीर होना बहुत जरूरी है और हमारे कर्मचारियों को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने की आवश्यकता है और फिर भी संगठन की दृष्टि और रणनीति के संपर्क में रहें इसलिए जहां हम जाना चाहते हैं और जहां हम आज हैं के बीच अंतर बहुत स्पष्ट होने की जरूरत है प्रशिक्षण में प्रमुख मुद्दे प्रशिक्षण बदलते संगठनात्मक वातावरण कुछ चिंताओं के साथ तालमेल कैसे रख सकता है संगठन अपने वातावरण में बहुत सी चीजों से प्रभावित होते हैं वे अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रभावित होते हैं वे राजनीतिक माहौल से प्रभावित हैं वे सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं अपने कर्मचारियों के संपर्क से संगठन के भीतर से कनेक्शन के कर्मचारियों द्वारा अन्य संगठनों में अपने समकक्षों के साथ इसलिए सब कुछ संगठन पर एक दबाव डाल रहा है और बदले में वह ज़रूरतें पैदा करता है जो लगातार बदल रहे हैं और कैसे संगठन इस के साथ तालमेल रख सकते हैं बहुत तेज बहुत तेज बदलते परिवेश यह एक बड़ी चिंता है मुझे आज कौशल के एक सेट की आवश्यकता हो सकती है तब तक मैं उन कौशलों को व्यवस्थित करने और उन्हें वितरित करने में सक्षम हूँ उन्हें अपने कर्मचारियों को दूँगा अचानक कुछ होता है और चीजें बदल जाती हैं तो कैसे करते हैं मैं उसके साथ बना रहता हूँ प्रशिक्षण एक कक्षा की स्थापना में या नौकरी पर होना चाहिए फिर से इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को क्या प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशिक्षण को दुनिया भर में प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सकता है यदि आपके पास एक बहुराष्ट्रीय संगठन है तो आप अपने संगठन के विभिन्न हिस्सों में अपने संगठन के विभिन्न सहायक संगठनों को प्रशिक्षण कैसे प्रदान करते हैं प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है ताकि प्रशिक्षुओं को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सके आप प्रशिक्षण कहां देते हैं भौतिक स्थान आप लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं आप उस प्रशिक्षण छड़ी को कैसे बनाते हैं प्रशिक्षण केवल एक पहलू है लेकिन ट्रेनिंग स्टिक बनाना बिलकुल अलग तरह का बॉल गेम है तो यह प्रशिक्षकों के लिए लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है बहुत गंभीरता से कुछ और चुनौतियाँ क्या प्रशिक्षण समस्या का समाधान है हमारे पास है प्रशिक्षण के साथ आने का फैसला करते हैं हमें बिंदु A से बिंदु B पर जाने की आवश्यकता है और इसीलिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इन सभी लोगों को क्या पता है और वे दृष्टि और रणनीति के साथ खुद को कैसे संरेखित कर सकते हैं अब प्रशिक्षण मदद करने जा रहा है या कुछ और करता है इसे बदलने की आवश्यकता है क्या समस्या का एकमात्र समाधान है क्या प्रशिक्षण के लक्ष्य स्पष्ट और यथार्थवादी हैं क्या प्रशिक्षण सब कुछ बदल देगा या क्या यह केवल एक प्रक्रिया शुरू करेगा जिसे किसी और चीज़ से प्रेरित और प्रेरित करना होगा क्या प्रशिक्षण एक अच्छा निवेश है यह एक और सवाल है लोगों के पास है मैं खर्च करने जा रहा हूँ इतना पैसा लेकिन अगर यह नहीं रहता है अगर यह अप्रासंगिक हो जाता है अगर यह अमान्य हो जाता है थोड़ी देर बाद फिर इस पर इतना पैसा खर्च करने की क्या बात है इसलिए विभिन्न लोगों द्वारा कुछ समाधान सुझाव दिये गए हैं जो इस पुस्तक में दर्ज किया गया है इसलिए मैंने आपको संदर्भ दिया है एक समाधान है संगठन के भीतर से प्रशिक्षकों को देखने और खोजने के लिए आप एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करते हैं एक व्यक्ति में निवेश करें जो बाहर जाता है और फिर वापस आता है और बाकी संगठन को प्रशिक्षित करता है तो आप खर्च इतना पैसा खत्म नहीं करते हैं आज क्या जरूरत है इस पर ध्यान केंद्रित करें तो यह एक चिथड़े है यह एक मुसीबत का इशारा है एक समस्या का समाधान है जिसका सामना आपको आज करना पड़ सकता है ताकि आप कल का सामना न कर सकें लेकिन कम से कम चीजें आज के लिए कवर की जाती हैं प्रशिक्षण देना एक रणनीतिक संरेखण हो सकता है आपने अपने लोगों को किस चीज़ के साथ प्रशिक्षित किया हो और शायद आप विविधता ला सकते हैं हो सकता है आप अपनी टोकरी में प्रसाद को और अधिक जोड़ सकते हैं इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की कम लागत पर पूंजीकरण करें अब पाठ्यक्रम के साथ कि अब हम कर रहे हैं यह राष्ट्रीय कार्यक्रम पर प्रौद्योगिकी सीखने में वृद्धि और फ्रीवेयर और पाठ्यक्रम सामग्री का विकास हम यहां क्या कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ यहां बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ और यह वर्ग 29 सितंबर 2015 को IIT खड़गपुर के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैं यहां बैठा हूँ और बैकएंड पर कोई है जो इन व्याख्यानों को रिकॉर्ड कर रहा है वहां कोई नही है इस कक्षा में कोई छात्र नहीं हैं मैं सिर्फ एक वीडियो कैमरे से बात कर रहा हूँ और हम एक संसाधन का निर्माण कर रहे हैं जो कि आने वाले कुछ समय के लिए उम्मीद की जानी चाहिए और इसलिए इस तरह की गतिविधि चल रही है विभिन्न देशों में बहुत सारे विभिन्न विश्वविद्यालयों में हम यह सब क्यों कर रहे हैं हम यह सब कर रहे हैं ताकि जब भी आप चाहें यह प्रशिक्षण आपको उपलब्ध हो हम ऐसा कर रहे हैं ताकि लोग ज्ञान का उपयोग कर सकें जिसे हम यहां साझा कर रहे हैं आने वाले लंबे समय के लिए लोगों को किताब खरीदने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता यदि वे इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंच रखते हैं तो वे कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं मुझे नहीं पता यह कैसे उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन यह निश्चित रूप से एक शुल्क के लिए उपलब्ध नहीं होगा यह मेरी समझ है आखिरकार यह सब मुक्त हो जाएगा अगर यह पहले से ही नहीं है तो इस प्रकार की पहल लोगों की मदद करती है जो जानना चाहते हैं विभिन्न चीजों के बारे में सीखते हैं अपनी गति से सीखते हैं और यह एक अवसर है कि संगठन उपयोग कर सकते हैं मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वह बहुत बहुत बुनियादी मानव संसाधन सामान है लेकिन फिर तकनीकी प्रशिक्षण भी ऑनलाइन उपलब्ध है इसलिए यदि आपके पास इंटरनेट तक पहुंच है तो आप बहुत आसानी से ऑनलाइन जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कैसे कहें एक हवाई जहाज का निर्माण करें या अपनी कार को ठीक करें या अपनी कार में सेंध को ठीक करें मेरा मतलब अलग अलग चीजों से है हवाई जहाज बनाना बड़ा है लेकिन फिर घर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आप प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप जा सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो आपको वास्तव में बहुत अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है यही कारण है किअब हम में से ज्यादातर करते हैं अगर हम एक तय कर रहे हैं अगर मेरे लैपटॉप को कुछ होता है और मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ या अगर मैं समाधान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो स्लाइड में पेज नंबर जोड़ सकते हैं मैं वास्तव में एक किताब नहीं उठाता हूँ और जांच करता हूँ लाइब्रेरी से एक किताब देखने के लिए प्रतीक्षा करें मैं सिर्फ ऑनलाइन जाता हूँ और कहो मैं PowerPoint 2010 या जो भी हो स्लाइड में पेज नंबर कैसे जोड़ूंगा और तुरंत समाधान सामने आता है एक वीडियो है जो मुझे दिखाता है इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ जाओ और फिर इस पर क्लिक करें और यहां जाएं और आप अपनी स्लाइड्स में पेज नंबर जोड़ पाएंगे तो यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है मैं बात कर रहा हूँ इसलिए जब तक कि प्रशिक्षण अत्यधिक विशिष्ट न हो और त्वरित सुधार के लिए किसी प्रकार के प्रमाणीकरण की तरह आवश्यकता होती है संगठन नहीं करते हैं उन्हें अब विशेष प्रशिक्षकों की जरूरत नहीं है और अपने लोगों से बात करें और यह ऑनलाइन कोर्सवेयर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रामाणिक ऑनलाइन प्रशिक्षण लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो इसका उपयोग करना चाहते हैं यही संगठन अब कर रहे हैं वे ऑनलाइन प्रशिक्षण की कम लागत को पूंजीकरण में लगे हैं प्रशिक्षण में एक बड़ी चुनौती है प्रशिक्षण कार्य बड़ा बड़ा सवाल आपका सही इरादा है आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को दें जो आप सोचते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है आपने उन्हें सारे संसाधन दिए हैं आपने उन्हें प्रोत्साहित किया है उन्होंने सीखा है कितनी देर करेंगे जो कुछ भी आपने उन्हें सिखाया है और क्या यह वास्तव में होगा परिणामी लाभ में वृद्धि होगी यही है ज्यादातर संगठनों के लिए काम कर रहे हैं अधिकांश संगठन या अधिकांश व्यवसाय मुझे लगता है सभी व्यवसाय हैं किसी भी व्यवसाय के लिए पहली प्राथमिकता बहुत पैसा कमाना है और आपको अपना वेतन मिलता है उस पैसे से तो वे प्रशिक्षण में निवेश क्यों करते हैं क्योंकि वे और भी अधिक पैसा बनाना चाहते हैं वे प्रशिक्षण में निवेश क्यों करते हैं क्योंकि वे ग़लतियाँ नहीं करना चाहते हैं इसलिए उन्हें पैसे खर्च करने होंगे क्या भविष्य में प्रशिक्षण होगा जो लोग इस प्रशिक्षण से गुजरेंगे वे उस प्रशिक्षण का उपयोग करने में सक्षम होंगे और संगठन को ग़लतियों को करने से रोकेंगे यह पहले हुआ करता था या क्या वे संगठन की मदद करने में सक्षम होंगे जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका उपयोग करें क्या वे संगठन क्या वे संगठन को इससे अधिक पैसा बनाने में मदद कर पाएंगे जो वर्तमान में बना रहा है यह एक बड़ी चिंता है सीखने को सार्थक बनाना आप किसी भी प्रकार की सीख या प्रशिक्षण को कैसे सार्थक बनाते हैं प्रशिक्षण की शुरुआत में प्रशिक्षुओं की मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्य का आकलन करने के लिए एक सिंहावलोकन प्रदान करें अपने प्रशिक्षुओं को बताएं प्रशिक्षण क्यों आयोजित किया जा रहा है उनके साथ बहुत ईमानदार रहें उन्हें बताएं आप क्या कर रहे हैं उन्हें बताएंप्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक सत्र में टेकअवे की सूची बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें विभिन्न परिचित उदाहरणों को शामिल करें उनसे एक भाषा में बात करें जिसे वे समझेंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं बहुत सारी पुस्तकों का जिक्र कर रहा हूँ जो विदेशी लेखकों द्वारा लिखी गई हैं जो भारतीय लेखकों द्वारा नहीं हैं जिस तरह से हम चीजों को करते हैं दुनिया के अधिकांश हिस्सों में संगठनों के समान है लेकिन जहां तक संभव हो मैं कोशिश करता हूँ और भारतीय संगठनों से उदाहरण लेकर आता हूँ ताकि आप अपने घरों में बैठे रहें जब आप व्याख्यान के इस सेट को सुन रहे हों तो आप जहाँ तक हो सके अपने दैनिक जीवन में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे लागू कर सकेंगे और प्रशिक्षण को स्थानांतरित करें आप व्याख्यान के इस सेट के माध्यम से अपने काम के लिए प्राप्त कर रहे हैं जो व्याख्यान के इस सेट का सही लक्ष्य है इसलिए विभिन्न प्रकार के परिचित उदाहरणों को शामिल करना विशेष रूप से जब प्रशिक्षण बहुत केंद्रित है और बहुत विस्तृत है उस समय या जब कोई संगठन अपने वर्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है तो लोगों को दिखाना उन्हें तुरंत दिखाना वे कैसे उपयोग कर पाएंगे उन्हें क्या सिखाया गया है यह बहुत आवश्यक है जानकारी का तार्किक संगठन जानकारी यदि यह एक तार्किक क्रम में है तो यह बहुत तेजी से अवशोषित हो जाएगी और इसे अधिक याद किया जाएगा यदि जानकारी बिट्स और टुकड़ों में है जो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं तो लोग इसे याद नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण के दौरान और बाद में प्रशिक्षुओं के हित को बनाए रखने के लिए और उन्हें सफलता की भावना देने के लिए परिचित शब्दों और अवधारणाओं का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान और बाद में प्रशिक्षण तोड़ना प्रशिक्षण भी एक बहुत ही कठिन गतिविधि है प्रशिक्षण भी एक बहुत है इसे काम की आवश्यकता है इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयास की आवश्यकता है यदि आप कर्मचारियों की मदद करते हैं तो उनके प्रशिक्षण से गुजरने वाले इस लक्ष्य को छोटे भागों में तोड़ दें वे प्रेरित महसूस करने में सक्षम होंगे एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए तो यह दृश्य साधन का अनिवार्य उपयोग है जो कि कुछ है इन व्याख्यानों में बहुत अधिक मैंने नहीं किया है लेकिन यह हमेशा आपके प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक मूल्य जोड़ता है प्रशिक्षण की ज़रूरतों का सृजन और निर्वाह आप लोगों को दिखाते हैं कैसे वे प्रशिक्षण का उपयोग कर सकते हैं और फिर उन्हें वर्तमान में जो कुछ भी वे कर रहे हैं उस के बारे में अधिक से अधिक सीखने या रखने के लिए प्रेरित करते रहें ताकि प्रशिक्षण की आवश्यकता बनी रहे उन्हें पता होना चाहिए कि समय के साथ चीजें बदलने जा रही हैं और उन्हें यह करने की जरूरत है अपने दम पर या तो संगठन इसकी मदद से या अपने दम पर उन्हें अपने काम के बारे में अधिक से अधिक सीखते रहना है और आप अपने संगठन के भीतर प्रक्रियाओं को लगातार विकसित करके यह कैसे करते हैं यदि आपका संगठन लगातार विकसित हो रहा है तो कर्मचारी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे और लगातार अपने आप में सुधार करते रहेंगे कर्मचारी जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ बैठना और ऊब महसूस नहीं करेंगे उन्हें उस समय तक सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो वे कर चुके हैं या जो वे कर रहे हैं उसे सुधारने के लिए कौशल हस्तांतरण आसान है अधिकतम करें आप कौशल हस्तांतरण में कैसे अधिकतम मदद करते हैं कौशल हस्तांतरण से तात्पर्य उन कौशल का उपयोग करने में सक्षम है जो वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखा है कौशल को लागू करने में सक्षम होने के नाते जिसने वास्तविक जीवन की स्थितियों को सीखा है तो आप इस हस्तांतरण को कैसे आसान बनाते हैं प्रशिक्षण की स्थिति और काम की स्थिति के बीच समानता अधिकतम करके उन्हें दिखाए इसे कैसे लागू किया जा सकता है यदि आप एक कक्षा में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं तो अनुकरण करें फिर कक्षा की स्थिति के भीतर वास्तविक जीवन की स्थिति का अनुकरण करें पर्याप्त अभ्यास प्रदान करें खासकर अगर यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण है फिर आपको कर्मचारियों के लिए पर्याप्त अभ्यास प्रदान करना चाहिए उन्हें आपको देखने का दोहराने का मौका दें और फिर जो कुछ भी है उसे दोहराने के लिए उन्हें जो भी करने की जरूरत है जो भी नई चीज है वह की जा रही है उनके द्वारा अभ्यास किया जाना चाहिए एक व्यक्ति की उपस्थिति में जो नए कौशल के बारे में पर्याप्त जानता है जो वे सीख रहे हैं प्रशिक्षुओं को निर्देश दें लेबल करें या मैं यह पहचान का लेबल मुझे गलती के लिए खेद है यह नहीं होना चाहिए यह लेबल या पहचान मशीन की प्रत्येक विशेषता और प्रक्रिया में कदम होना चाहिए इसलिए स्पष्ट रूप से नाम दें प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का सीमांकन करें नौकरी के महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए प्रशिक्षुओं का ध्यान निर्देशित करें संभावित तनावपूर्ण स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करें तो उन्हें ins और outs के बारे में बताएं उन्हें बताएं कि वे जो कुछ भी सीख रहे हैं या समस्याओं का सामना कर सकते हैं इस नए कौशल में वे सीख रहे हैं प्रशिक्षुओं को अनुमति और सुविधा प्रदान करें अपनी गति से सीखने के लिए तो उन्हें एक गति से सीखने में मदद करें जो उन्हें लगता है सबसे अधिक आरामदायक है आंतरिक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करके और गलत होने पर सही होने के तुरंत बाद सीखने को सुदृढ़ करना इसलिए उन्हें सही करें जब भी वे ग़लतियाँ करें ताकि वे समझ सकें कि वे कहां गलत हो रहे हैं और उन्हें रोकने में सक्षम हैं अपने स्वयं के काम की निगरानी करें जैसा कि वे करते हैं प्रभाव के प्रति संवेदनशील रहें दिन का समय या कार्यक्रम की अवधि कार्यालय की गतिविधियाँ और संस्कृति वगैरह सीखने की अवस्था पर हो सकते हैं इसको लेकर एक बार फिर बहुत बहस चल रही है कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह सबसे अच्छा सीखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि लंच के बाद सीखने की अवस्था लर्निंग कर्व नीचे चला जाता है कुछ लोगों का कहना है कि आपके द्वारा पूर्ण भोजन करने के बाद किसी से नहीं पूछा जाना चाहिए एक पूर्ण भोजन के बाद लोगों का प्रदर्शन कम हो जाता है इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है लेकिन भारत जैसी जगहों पर मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ जब यह बाहर बहुत गर्म होता है तो हमारी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है इसका एक शारीरिक कारण है यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं या यदि हम पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो हम ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं क्यों क्योंकि हमें बहुत पसीना आ रहा है और मेरा मतलब है यह सिर्फ एक शारीरिक तथ्य है और उस समय या यदि हम कुछ बहुत भारी खा लेते हैं तो शरीर की ऊर्जा को पचाने की दिशा में निर्देशित किया जाता है जो भी हमने खाया है और मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त नहीं जा रहा है इसलिए किसी को नींद आती है एक के बाद एक कुछ खाद्य पदार्थों जैसे चावल या आलू या जो भी खाया गया हो और यह प्रभाव थोड़ी देर के लिए ही रहता है लेकिन जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें यह हमारी रुचि और हमारी ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करता है इसलिए एक शिक्षक के रूप में मुझे पता है कि दोपहर की कक्षाएं मेरे लिए बहुत कठिन हैं और मेरे छात्रों के लिए विशेष रूप से दोपहर के भोजन के सत्र के बाद और हमें अतिरिक्त कठिन संघर्ष करना है जागते रहना है और अपने छात्रों को जागृत रखना है हम सभी इस समस्या का सामना करते हैं दिन का समय भी होता है और केवल दिन का समय ही नहीं होता है यह बहुत सारी चीजें होती हैं दिन के समय के साथ संयुक्त होती हैं जिसका असर सीखने की अवस्था पर पड़ सकता है इसलिए जब लोगों की ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम होना चाहिए बस उन्हें और अधिक शामिल करने के लिए और बस उन्हें जगाने के लिए और कोई व्यक्ति गतिविधि आधारित प्रशिक्षण को बढ़ाना चाहता है इससे उन्हें मदद मिल सकती है मेरा मतलब है इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रशिक्षण के रुझान प्रवृत्तिया सामाजिक दबाव यह फिर से चुनौतियाँ हैं जब हम कर्मचारियों के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो कुछ चुनौतियाँ जो कर्मचारियों का सामना करती हैं सामाजिक दबाव हैं अत्यधिक विशिष्ट वातावरण में प्रदर्शन करने का दबाव लगातार बढ़ती जागरूकता और बाद में ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप गुणवत्ता का रखरखाव कर्मचारियों के रूप में हम अपने ग्राहकों को खुश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लगातार हमारे नेटवर्क को बनाए रखने की कोशिश कर रहे है और यह वह बेहतर है जगह है जहां हम महसूस करते हैं इस बारे में चिंतित हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए और हमें कैसे सीखना चाहिए पारस्परिक अपेक्षाओं और पारस्परिक वातावरण का प्रबंधन फिर से मैं इस पर जोर नहीं दे सकता हमारे प्रदर्शन पर अंतर सांस्कृतिक वातावरण बहुत अधिक तनाव डाल सकता है तो हम विभिन्न लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बैठे हैं यह एक और बड़ी चिंता है एक वातावरण में ऑफ़शोरिंग और प्रबंधन मेरे भगवान यह इतना कठिन पहलू है जहां तक प्रशिक्षण का संबंध है आप कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच समानता कैसे बनाए रखते हैं जो दो अलग अलग महाद्वीपों या तीन अलग अलग महाद्वीपों पर बैठे हैं बहु राष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मानव संसाधन प्रबंधक ऐसा मुश्किल काम कर रहे हैं हमें इसका एहसास भी नहीं है आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सक्षम है या लोग कैसे प्रतिक्रिया देने जा रहे हैं या उन्हें सुरक्षितता में बैठने की क्या आवश्यकता हो सकती है अगर एक टीम का एक हिस्सा अफ्रीका में बैठा है तो दूसरा यूरोप में बैठा है और उस टीम का तीसरा हिस्सा भारत में बैठा है और हम समानताएं कैसे बनाते हैं और जरा सोचिए इन जैसे संगठन हैं उनके पर्यवेक्षक संयुक्त राज्य में बैठे हैं तो और उनके ग्राहक जापान में बैठे हैं तो ग्राहक जापान और रूस और मध्य पूर्व में हैं और टीम यहां भारत में बैठे हैं और हो सकता है कुछ दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना हो सकते हैं और कंपनी संयुक्त राज्य में आधारित है तो तुम क्या करते हो आप कैसे तय करते हैं क्या अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि ब्राजील में बैठा व्यक्ति क्या कर पाएगा या नहीं वे यात्रा कर सकते हैं लेकिन वे शायद यह पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे कि वे कैसा प्रदर्शन करेंगे और क्या ब्राजील में बैठा कोई व्यक्ति भारत में ठीक उसी तरह से प्रदर्शन कर पाएगा उसी व्यक्ति को भारत में परेशानी हो सकती है और दक्षिण अफ्रीका में कह सकते हैं लेकिन ब्राजील में बहुत सहज हो सकता है एक भारतीय ब्राजील की तुलना में अधिक सहज हो सकता है वह भारत में हो सकता है तो एक दिलचस्प टीवी शो उस तरह के अंतरसंबंधों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और प्रशिक्षण और मानव संसाधन चुनौतियों के लिए की जरूरत है मुझे पता भी नहीं है अगर मैं कहने वाला हूँ तो आपको बता दूँगा यह आउटसोर्स है यह एक बहुत ही दिलचस्प टीवी शो है फिर मैं इसे प्रचारित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि यह चर्चा के लिए बहुत प्रासंगिक है कि हम अभी कर रहे हैं इसलिए एक बहु महाद्वीप वातावरण में ऑफ़शोरिंग और प्रबंधन एक बुरा सपना हो सकता है प्रशिक्षण के संदर्भ में बहुत सारे अवसरों से भरा हो सकता है एक बार जब आप मिल जाते हैं तो वह सही होता है आप कभी भी कहीं और भी गलत नहीं हो सकते प्रशिक्षण के वितरण में संरचनात्मक मुद्दे संरचना के संबंध में कुछ और चुनौतियाँ कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता में कमी और असमानता है यह एक धारणा है कमी और असमान हो सकती है प्रशिक्षण पर व्यवसाय द्वारा अलग अलग व्यय अपर्याप्त हो सकते हैं लोग अनुभव कर सकते हैं ये अपर्याप्त हैं लेकिन आप कहां रेखा खींचते हैं व्यवसायों की शिकायत है कि स्कूल डिग्री प्रदान करते हैं लेकिन वे कोई गारंटी नहीं हैं कि स्नातकों को कौशल में महारत हासिल है यह एक बड़ा है जिस बिंदु को विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से लाया गया है जो कि हम स्कूलों और कॉलेजों में जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वह संभवतः पर्याप्त नहीं है लेकिन एक शिक्षाविद के रूप में मेरा सवाल यह है कि हम कैसे समझें कि क्या पर्याप्त है एक शिक्षक के रूप में मुझे यथासंभव सूचित किया जा सकता है और मैं अभी भी स्थितियों के पूरे सरगम के साथ नहीं आ सकता हूँ जो कि मेरे छात्र को अपने जीवन में सामना करना पड़ेगा इसलिए मैं केवल उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बना सकता हूँ और विशिष्ट वातावरण से निपटने के लिए उन्हें अपने तरीके विकसित करने में मदद कर सकता हूँ और यही वह है जिसे हम करने की बहुत कोशिश करते हैं तुम्हें पता है एक जगह पर बैठना जहाँ मेरी पहुँच है दुनिया में सबसे अच्छे संसाधन हैं मैं अभी भी उद्योग देने की इस समस्या का सामना कर रहा हूँ मुझे क्या लगता है इसकी जरूरत है इसलिए मैं उद्योग के दृष्टिकोण से चीजों को देख सकता हूँ लेकिन मैं सेवा प्रदाता के दृष्टिकोण से चीजों को भी देख सकता हूँ जो उद्योग के लिए छात्र नामक एक उत्पाद तैयार कर रहा है यह निरंतर संघर्ष है जो कॉलेजों और स्कूलों का सामना करते हैं और मुझे यकीन है कि यह एक निरंतर संघर्ष है संगठनों में प्रशिक्षकों इन हाउस प्रशिक्षकों का भी सामना करना पड़ता है हम विभिन्न स्थितियों के लिए अपने कर्मचारियों को कैसे तैयार करते हैं और प्रशिक्षण कब तक हम उन्हें वैध मानते हैं और अवधि और वैधता एक बड़ी चिंता है अवैध प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिक व्यवसायों के लिए एक बड़ी समस्या है और प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत निरूत्साहक प्रदान करता है यह वही है जिसके बारे में मैं पिछली कक्षा में बात कर रहा था हम प्रशिक्षण विरोधाभास के बारे में बात कर रहे थे तो आप जानते हैं या मुझे लगता है मैंने केवल इस वर्ग में उल्लेख किया है लेकिन प्रशिक्षण विरोधाभास है हम कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें बेहतर प्रदर्शन कर सकें और लेकिन एक ही समय में जब हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो उनके निपटाने में उनके पास संसाधनों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए हम इन प्रशिक्षित कर्मचारियों को खोने का जोखिम उठाते हैं और तो लाइन कहाँ खींचता है प्रशिक्षण के बारे में बयानबाजी के बावजूद एक निवेश के रूप में देखा जा रहा है वर्तमान लेखांकन नियमों की आवश्यकता होती है इसे एक व्यय के रूप में माना जाता है सरकारी एजेंसियों से पर्याप्त सहायता का अभाव आपस में तालमेल की कमी नियोक्ताओं की क्या जरूरत है और कौन से स्कूल अपने छात्रों को पढ़ाते हैं और संगठित श्रम करते हैं तो ये कुछ चिंताएं हैं और संगठित श्रम संघीकरण और यह सब निश्चित रूप से एक और नजरिया लाता है कि हम अपने कर्मचारियों को कैसे कैसे प्रशिक्षित करें और हम उन्हें क्या देते हैं और हम उन्हें क्या नहीं दे पा रहे हैं प्रभावी प्रशिक्षण अभ्यास के लक्षण प्रभावी प्रशिक्षण तब हो सकता है जब शीर्ष प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए प्रतिबद्ध हो प्रभावी प्रशिक्षण तभी हो सकता है जब व्यावसायिक रणनीति और प्रशिक्षण को आपस में जोड़ा जाए जब प्रशिक्षण व्यवसाय की रणनीति के अनुसार संगठन लक्ष्यों के अनुरूप हो प्रशिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब यह व्यापक और व्यवस्थित हो और निरंतर हो इसलिए आप केवल कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं कर सकते एक दिन और उन्हें छोड़ दें अपने लिए उसके बाद खुद के लिए इसे निरंतर करना होगा इसे व्यवस्थित करना होगा इसे ठीक से नियोजित करना होगा प्रशिक्षण बहुत प्रभावी हो सकता है यदि शीर्ष प्रबंधन आवश्यक संसाधनों को निवेश करने के लिए पर्याप्त और समय पर प्रशिक्षण प्रदान करता है इसे समय पर करना होगा इसे पर्याप्त होना चाहिए बहुत कम नहीं बहुत अधिक नहीं लेकिन शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में शामिल होना पड़ता है कि कर्मचारियों को क्या और कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए मैंने आपको प्रशिक्षण विरोधाभास के बारे में बताया यह बढ़ रहा है कंपनी के बाहर एक व्यक्ति की रोज़गार क्षमता एक साथ उसकी नौकरी की सुरक्षा में वृद्धि और वर्तमान नियोक्ता के साथ रहने की इच्छा हम कहां हैं और हमें इस नाजुक संतुलन को हासिल करना है हम एक कर्मचारी के प्रशिक्षण में निवेश करते हैं लेकिन उसी समय हमें कर्मचारी को उस प्रशिक्षण का उपयोग करने का मौका देना होगा जो हमने कर्मचारी को दिया है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं एक कर्मचारी के प्रशिक्षण में निवेश करना निश्चित रूप से कर्मचारी से प्रतिबद्धता को बढ़ाएगा लेकिन केवल एक बिंदु तक यदि उस प्रशिक्षण के साथ साथ विकास का अवसर नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी निराश महसूस करेगाध्वस्त हो जाएगा और क्योंकि इस कर्मचारी के पास प्रशिक्षण का यह नया सेट है वे संगठन के बाहर अधिक रोजगार योग्य बनेंगे तो यह संगठन के लिए मुश्किल हो सकता है हम कैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करते हैं यह विभिन्न चरणों के माध्यम से होता है यहां पहला कदम विश्लेषण की जरूरत है आप पहचानते हैं नौकरी के विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है और भावी प्रशिक्षुओं के ज्ञान और कौशल के साथ इनकी तुलना करें तो पता करें कि क्या करना आवश्यक है और पता करें कि कर्मचारी वहां कैसे पढ़ा सकते हैं निर्देशात्मक डिज़ाइन Instructional design के बाद जो आवश्यक है वह नीचे संकुचित है फिर एक सूत्रीकरण विशिष्ट औसत दर्जे का ज्ञान और प्रदर्शन प्रशिक्षण उद्देश्य संभावित प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री की समीक्षा करें और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बजट का अनुमान लगाएँ तय करें प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा और फिर कार्यान्वित किया गया और फिर इसकी समीक्षा करें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन चरण इसका पहला भाग है संगठन विश्लेषण मेरी दृष्टि क्या है मेरा मिशन क्या है मै क्या करने जा रहा हूँ उसके बाद संचालन विश्लेषण आता है संचालन विश्लेषण से तात्पर्य है सूचना का एक व्यवस्थित संग्रह जो यह बताता है कि कैसे काम किया जाता है मैंने आपको शुरुआत में बताया था हम नौकरी विश्लेषण और कार्य विश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे सूचना का एक व्यवस्थित संग्रह है हम उस काम को छोटे चरणों में तोड़ देते हैं जिसे करने की आवश्यकता होती है और हम प्रत्येक चरण का विश्लेषण करते हैं जितना संभव हो उतना विस्तार से और फिर पता करें कि हमें इसमें कितने शामिल कर्मचारियों की क्या आवश्यकता होगी हमें उन्हें प्रदर्शन करने की आवश्यकता कैसे होगी और फिर निर्धारित करें इन मानकों को पूरा करने के लिए कार्यों को कैसे किया जाना है तो हमें उन्हें क्या करने की आवश्यकता है हमें उन्हें करने की आवश्यकता कैसे है प्रभावी कार्य प्रदर्शन के लिए आवश्यक दक्षताओं का निर्धारण करने के लिए उन्हें क्या करने आवश्यकता है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह के कौशल की आवश्यकता है जो हम उनके लिए निर्धारित करते हैं और फिर हमारे पास व्यक्तिगत विश्लेषण है तो यह संचालन विश्लेषण जैसा कि प्रक्रियाओं के लिए है फिर व्यक्तिगत कर्मचारियों का विश्लेषण उनके पास क्या कौशल है उन्हें किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता होगी और फिर उद्देश्यों की व्युत्पत्ति मापने योग्य परिणाम जो कर्मचारी अंततः अपने सभी भविष्य के काम के लिए लंगर के रूप में उपयोग करेंगे दूसरा चरण होगा प्रशिक्षण और विकास चरण जिसमें हम मीडिया और सीखने के सिद्धांतों का चयन करते हैं हम कौशल के हस्तांतरण का मूल्यांकन करते हैं और फिर हम मूल्यांकन चरण पर आगे बढ़ते हैं जिसमें हम मूल्यांकन के लिए मानदंड विकसित करते हैं हम प्रशिक्षुओं का पूर्वपरीक्षण करते हैं इसलिए इससे पहले कि हम प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू करें हमारे पास जो भी हम अपने प्रशिक्षुओं को देने जा रहे हैं समीक्षा करने के लिए एक बहुत व्यवस्थित योजना होनी चाहिए प्रशिक्षण की निगरानी करना हम प्रशिक्षण की निगरानी कैसे करते हैं जब यह चल रहा होता है हम प्रशिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं बस इसे लागू करने के बाद हम प्रशिक्षण के हस्तांतरण का मूल्यांकन कैसे करते हैं हम कैसे तय करते हैं क्या यह प्रशिक्षण लोगों को नौकरियों में मदद कर रहा है कि वे कर रहे हैं या नहीं हम इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे हमारे लिए फिर से बहुत आवश्यक है यह पता लगाने के लिए और जगह में डाल दिया इससे पहले कि वे भी प्रशिक्षण शुरू करते हैं और यह हमें बदलाव करने में मदद करेगा पूर्व परीक्षण प्रशिक्षु हमें कर्मचारियों को जो कुछ भी दे रहे हैं हमें ट्वीक करने में मदद करेंगे अगर कुछ भी बदलने की जरूरत है तो हम इसे बदल सकते हैं इससे पहले कि हम बहुत भारी शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम वास्तव में इस में निवेश करना शुरू करें फिर प्रतिक्रिया हम इस पर एक एक करके उन लोगों के साथ चर्चा करते हैं जो प्रशिक्षण के माध्यम से रहे हैं और फिर तय करें कि क्या हम कुछ भी अलग तरह से कर सकते हैं इसे उनके लिए अधिक सार्थक बनाने के लिए विश्लेषण की ज़रूरत है ज़रूरतों के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण पहला संगठनात्मक विश्लेषण है जो संगठन की संस्कृति मिशन व्यापार जलवायु दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों और संरचना जैसे व्यापक कारकों की जांच करता है संगठन विश्लेषण का उद्देश्य समग्र संगठनात्मक आवश्यकताओं और प्रशिक्षण के समर्थन के स्तर की पहचान करना है संगठन के दृष्टिकोण से किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है और इस प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए संगठन क्या कर सकता है दूसरा भाग कार्य विश्लेषण है जो नौकरी की परीक्षा को दर्शाता है तो आप ध्यान दें क्या किया जाना चाहिए और कैसे छोटे कदम कौनसे हैं इसका तीसरा भाग है व्यक्ति विश्लेषण जो यह जांच करके निर्धारित करता है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हैकि कर्मचारी कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं जो उनके काम को पूरा करते हैं वे क्या कर रहे हैं क्या वे इसे सही कर रहे हैं क्या वे इसे सही नहीं कर रहे हैं अपनी नौकरी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए अक्सर आवश्यक होता है जब किसी कार्यकर्ता के प्रदर्शन और संगठन की अपेक्षा या मानकों के बीच विसंगति होती है मैंने आपको शुरुआत में सही बताया था मैंने दिखाया आपको यह जानना होगा कि हम कहां हैं जब तक हम नहीं जानते हम क्या चाहते हैं हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि हम कहा होना चाहते हैं वहां हमें क्या करना है तो मुझे बिंदु B तक पहुंचने की आवश्यकता है और मुझे पहुंचने के लिए बिंदु A से बिंदु B तक जाने के लिए इन अलग अलग कौशल की आवश्यकता है प्रदर्शनक्षमता का परीक्षण Performance analysis मूल्यांकन वर्तमान कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जरूरत है ज़रूरतों के विश्लेषण का एक और पहलू है यह सत्यापित करने की प्रक्रिया है कि प्रदर्शन में कमी है और यह निर्धारित करना है कि क्या नियोक्ता को सही होना चाहिए प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसी कमियाँ या कुछ अन्य साधन जैसे कर्मचारी को स्थानांतरित करना इसलिए प्रदर्शन विश्लेषण यह पता लगा रहा है कि कर्मचारी वर्तमान में क्या कर रहा है और कर्मचारी बाद में क्या कर सकता है और क्या आवश्यकता होगी प्रदर्शन विश्लेषण के कुछ उपकरण हमारे पास प्रदर्शन मूल्यांकन है हमारे पास जो व्यक्ति कर रहा है उसका संबंधित डेटा है अवलोकन कर्मचारी के साक्षात्कार या उसके पर्यवेक्षक के साथ नौकरी ज्ञान और सभी चीजों का परीक्षण उन्हें वास्तविक दिया गए कार्य रवैया सर्वेक्षण व्यक्तिगत कर्मचारी दैनिक डायरी मूल्यांकन केंद्र परिणाम विशेष प्रदर्शन अंतर विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर ऐसे कार्यक्रम हैं जो अपेक्षित और वास्तविक प्रदर्शन में अंतराल को माप सकते हैं और यह भी यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है कार्य विश्लेषण Task analysis रिकॉर्ड फॉर्म एक और उपकरण है यह एक ऐसा रूप है जो सूचना को समेकितसंघटित करता है एक रूप में आवश्यक कार्यों और कौशल के बारे में जो प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से सहायक है जिसमें पैरामीटर शामिल हो सकते हैं जैसे कब और कितनी बार विशिष्ट कार्य किए जाते हैं किस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता है या अपेक्षित है ऐसी स्थितियां जिनके तहत विशिष्ट कार्य किए जाते हैं कौशल कि आवश्यकता है और जहां इन कार्यों को संगठन में सबसे अच्छा सीखा जाता है योग्यता मॉडल आमतौर पर एक आरेख में समेकित होता है दक्षताओं का एक सटीक अवलोकन जो किसी को अच्छी तरह से काम करने के लिए आवश्यक होगा तो यह फिर से व्यक्तिगत विश्लेषण का एक हिस्सा है जहां दक्षताओं कौशल व्यवहार सब कुछ एक साथ लाया जाता है और यह एक सूची है जो किसी व्यक्ति के भीतर आवश्यक उपकरण हैं योग्यता एक व्यक्ति की क्षमता कार्य करने के लिए कि उसे सौंपा गया है या नहीं यह प्रशिक्षण की जरूरत है मूल्यांकन मॉडल मैं इस मॉडल के माध्यम से अधिक विस्तार से अगली बार जाऊँगा यह सिर्फ इस बारे में बात करता है कि पर्यावरण विश्लेषण को कैसे प्रभावित करता है और यह कैसे ज़रूरतों को प्रभावित करता है और यह कि कैसे बदले में फिर से विश्लेषण को प्रभावित करता है और यह कि कैसे ज़रूरतों को प्रभावित करता है और मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसी है प्रभावित होने की तरह है और समाधान के साथ आने के लिए मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में फीडबैक कैसे लेना है लेकिन हम इस बारे में अगली कक्षा में बात करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और विकास मैं वास्तव में आज इसे कवर करना चाहता था इसलिए एक बार जब हमने प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन कर लिया है तो हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है जहां हमें उन्हें वितरित करने की आवश्यकता है स्थान नौकरी प्रशिक्षण पर नौकरी प्रशिक्षण के लिए क्रियाशील होना चाहिए प्रस्तुति का होना चाहिए हम प्रशिक्षण कैसे प्रस्तुत करते हैं तो क्या यह टेली ट्रेनिंग के माध्यम से होगा जहां कई प्रशिक्षुओं को कई स्थानों पर बैठकर एक ही समय में प्रशिक्षण दिया जाता है या तो ऑनलाइन या टेलीविज़न पर या किसी तरह उन्हें एक साथ जोड़ने के द्वारा कई स्थानों को दिया जाता है यह कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से भी हो सकता है अपने समय और गति पर प्रशिक्षण तो आपके पास सीडी डीवीडी हो सकती है आपके पास कार्यक्रम हो सकते हैं जैसे कि अब मैं वितरित कर रहा हूँ सिमुलेशन उपकरण या स्थितियां हैं जो नौकरी की साइट पर नौकरी की मांगों को दोहराती हैं आपके पास ये हैं वीडियो गेम के समान कुछ है जो मैं लोगों को सिखाता था कि कैसे एक हवाई जहाज चलाएँ या उड़ाए और फिर आपके पास वास्तविक सिमुलेटर आभासी वास्तविकताएंहैं जहां लोगों को वास्तव में डाला जाता है उन्हें हवाई जहाज में हवाई पट्टी पर नहीं रखा जाता है वे वास्तव में डालते हैं कुछ ऐसा जो कॉकपिट जैसा दिखता है और वे एक कमरे में रख देते हैं वे वास्तव में कि कॉकपिट ही चलता है और वे शारीरिक रूप से महसूस करते हैं जो कुछ भी चल रहा है और प्रस्तुत करने का एक और तरीका है विशिष्ट कक्षा निर्देश और भूमिका नाटक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण एक है नए कौशल प्रशिक्षण या फिर से प्रशिक्षण फिर हमारे पास पार कार्यात्मक प्रशिक्षण है जहां हम कर्मचारियों को सिखाते हैं अपने निर्धारित काम के अलावा अन्य क्षेत्रों में संचालन करने के लिए और यह सहकर्मी प्रशिक्षकों की मदद से किया जा सकता है हमारे पास टीम ट्रेनिंग है हमारे पास आभासी टीम प्रशिक्षण भी हो सकता है जहाँ आप लोग जानते हैं ऑनलाइन टीमें हैं और हमारे पास रचनात्मकता प्रशिक्षण creativity training हो सकता है जो बुद्धिशीलता के माध्यम से किया जा सकता है हमारे पास साक्षरता प्रशिक्षण हो सकता है जो विशिष्ट प्रशिक्षणों के लिए आवश्यक कार्यक्रमों के अल्पविकसित कार्यों में बुनियादी प्रशिक्षण को संदर्भित करता है हमारे पास विविधता प्रशिक्षण हो सकता है हमारे पास संकट प्रशिक्षण हो सकता है हम नैतिक प्रशिक्षण में नैतिक अभ्यास कर सकते हैं हम ग्राहक सेवा प्रशिक्षण कर सकते हैं और हम कानूनी मुद्दों और प्रशिक्षण पर भी चर्चा कर सकते हैं जो इन दिनों प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है हम इसे कल कवर करेंगे मैं चाहूँगा कि आप प्रशिक्षण से गुज़रे प्रशिक्षण का स्थान जो कि प्रशिक्षण में सीखी गई योग्यताएं हैं उन्हें नौकरी पर लागू किया जा सकता है यह सकारात्मक नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है और हमारे पास एक्शन लर्निंग हो सकती है जहां प्रतिभागी अनुभव और एप्लिकेशन के माध्यम से सीखते हैं तो हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे कल लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप आज से जो कुछ भी पढ़ाया गया है उससे गुज़रे और कल आते हैं कुछ विचारों के साथ मापदंडों के संबंध में हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियों का चयन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और हम अगली कक्षा में वास्तविक विशिष्ट प्रशिक्षण विधियों में प्रवेश करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मुझे उम्मीद है कि कल आपके साथ एक और इंटरेक्टिव सत्र होगा धन्यवाद